सुप्रभात दोस्तों पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि हमने ज्यादातर एयरोफिल NACA एयरोफिल के नामकरण के बारे में बात की है आजकल कई अनुकूलित एयरोफिल हैं जो विभिन्न निर्माण कंपनी डिजाइन और निर्माण कंपनियों के लिए अधिकांश समय व्यापार रहस्य हैं लेकिन एक डिजाइनर के रूप में हम उस नामकरण और संबंधित चीजों से बाहर आते हैं जो एक डिजाइनर के लिए एक एयरोफिल को सरल तरीके से समझने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है ताकि यह न केवल एक एयरोफिल का चयन करने में मदद करे बल्कि इस एयरोफिल का हिस्सा भी बने एक विंग आखिरकार जो भी एयरोफिल आप उपयोग कर रहे हैं या चयन कर रहे हैं वह एक विंग का हिस्सा बनना है इसलिए आइए हम थोड़ा और गहराई में जाएं क्योंकि एक डिज़ाइनर परिप्रेक्ष्य का संबंध है और देखें कि एक डिजाइनर का रिज़र्व क्या हो सकता है जो एयरोफिल या डेटाबेस आदि उपलब्ध है सबसे पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम CL CD के बारे में बात कर रहे हैं और फिर कुछ भाग Cm ये सभी एयरोफिल विशेषताएं हैं और आप जानते हैं कि हमारे पहले कोर्स CL में रेनॉल्ड्स संख्या मैक संख्या का कार्य होगा मैं एक डिजाइनर के रूप में रेनॉल्ड्स संख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करूंगा अगर मुझे एक हवाई जहाज डिजाइन करना है तो मुझे यह जानना होगा डिजाइन ऊंचाई क्या है और डिजाइन क्रूज गति क्या है क्यों यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे CL पता है CD वे रेनॉल्ड्स संख्या के साथ बदलती हैं मुझे पता है कि यह वीस्कस फोर्स द्वारा इनअर्शिया फोर्स का अनुपात है और आप लिख सकते हैं ReρUL इसलिए जैसा कि मैं उच्च और उच्च ऊंचाई पर जा रहा हूं क्योंकि घनत्व में परिवर्तन हो रहा है भले ही मैं V समान रखता हूं अगर मैं मान भी लेता हूं कि विस्कोसिटी वही रहता है जो वास्तव में एक सच्ची धारणा नहीं है लेकिन घनत्व बहुत तेजी से घटता है और इसलिए रेनॉल्ड नंबर बदलता है तो आपकी CL CD भी बदलने की उम्मीद होगी इसलिए जब हम एयरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उल्लेख कर रहा था कि एक डेटाबेस NACA एयरोफिल है और यदि आप NACA एयरोफिल 6 श्रृंखला या 4 श्रृंखला के लिए गूगल करते हैं तो आप पाएंगे कि CL बनाम CD प्लॉट एक असाइनमेंट में दिए गए हैं या आप में से एक को जानते हैं ट्यूटोरियल हम उन्हें प्रस्तुत करेंगे लेकिन प्रत्येक ऐसे मूल्यों का उल्लेख विशेष रेनॉल्ड्स संख्या से संबंधित है इसलिए जब आप ऐसे एयरोफिल को डिजाइन या चयन कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप जो एयरोफिल चुन रहे हैं वह रेनॉल्ड नंबर के लिए काफी अच्छा है जो आपके मुख्य डिजाइन ऊंचाई और डिजाइन क्रूज़ गति की स्थिति के करीब है मैंने सोचा था कि हमें इसका उल्लेख करना चाहिए क्योंकि यदि कटऑफ बिंदु के बारे में किसी विशेष बिंदु पर रेनॉल्ड्स संख्या में काफी बदलाव होता है तो प्रवाह की विशेषता बदल सकती है या आपके CL के अनुमान बदल सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप लैमिनर एयरोफिल या लैमिनर एयरोफिल के साथ विंग को डिजाइन करने की सोच रहे हैं अगर विंग की सतह पर कोई गंदगी या कुछ विनिर्माण दोष है तो प्रवाह टर्बूलेंट हो सकता है लेकिन इस मामले में कृपया रेनॉल्ड संख्या को समझें यदि आप इसके द्वारा गणना करते हैं तो वही रहेगा लेकिन गंदगी के कारण या कुछ खामियों के कारण स्थानीय प्रवाह अशांत हो सकता है या उस स्थिति के बारे में सोच सकता है जब यह बारिश से गुजर रहा हो सबसे अधिक संभावना है प्रवाह टर्बूलेंट हो जाएगा इसलिए जब मैं रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में बात कर रहा हूं तो एक इस पर आधारित है उसी समय आपको कटऑफ रेनॉल्ड संख्या की भी तलाश करनी चाहिए जो सतह खत्म होने के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए वे सभी उदाहरण जो हम कर रहे हैं लेकिन संक्षेप में इस स्तर पर आप समझते हैं कि हां मुझे खुद से पूछने की जरूरत है रेनॉल्ड नंबर क्या है जिसके लिए मैं उड़ान भरने जा रहा हूं और तदनुसार मैं डेटाबेस से एयरोफिल का चयन करूंगा यह बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा आपको याद है कि रेनॉल्ड नंबर 105 के आसपास सीमा परत के इस संक्रमण के आसपास होता है जो लामिना से टर्बूलेंट होता है और वे जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनमें से अधिकांश में रेनॉल्ड्स संख्या का 10 मिलियन मूल्य होगा जो एक विशिष्ट संख्या है तो यह लगभग टर्बूलेंट क्षेत्र की तरह है और लामिना से बहुत दूर नहीं है जब तक कि आप कुछ डिजाइन नहीं करते हैं जिसे हम लामिना एयरोफिल कहते हैं तो सुनिश्चित करें कि रेनॉल्ड्स संख्या लीनार प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रेनॉल्ड संख्या की स्थिति को संतुष्ट कर रही है उन सभी विवरणों पर हम बात कर रहे हैं जैसे हम मामले के अध्ययन के साथ डिजाइन में स्पष्ट रूप से जाते हैं इस डिज़ाइन पाठ्यक्रम में आपके सामने एक समस्या यह है कि हमें उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस की बहुत आवश्यकता है इसलिए आप सभी को मेरी सलाह होगी कि आप गूगल करें या किताब लें कई डिजाइन की किताबें हैं मैं रेमर का अनुसरण कर रहा हूं अगर आप वास्तव में अच्छे डिजाइनर हैं या आप एक अच्छा डिजाइनर बनना चाहते हैं वास्तव में इस कोर्स का आनंद लें एक पुस्तक रेमर की पुस्तक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन प्राप्त करें जो आपको इसके शुरुआती हिस्से में 1 से 1 पत्राचार मिलेगा जैसे ही मैं पाठ्य पुस्तक या किसी भी सामग्री को बदलूंगा मैं आपका उल्लेख करूंगा ताकि आपका क्रॉस सत्यापन हो सके और एक बार जब आप पढ़ लें तो आप एक व्याख्यान को सुनें जब मैं लामिना के बारे में बात कर रहा था तो आप जानते हैं कि 6 श्रृंखला एयरोफिल मुख्य रूप से इस लामिना की बकेट के कारण प्रेरित थे यह लामिना की बकेट है और इसका कारण यह है कि यदि हम एक विशेष CL के लिए हवाई जहाज को डिजाइन करते हैं तो हमें यह कहने दें कि यह CL है क्या आप यहाँ हैं या यहाँ हैं एयरोफिल की CD में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है तो आप अधिक कुशलता से उड़ रहे हैं यदि मैं इस तरह के एरोफिल 4 श्रृंखला एयरोफिल के साथ जांच करता हूं अगर मैं इस CL पर यहां उड़ रहा हूं अगर आप इस CL और CL पर उड़ना चाहते हैं तो तुरंत देखने के लिए ड्रैग में वृद्धि हुई है इसलिए यह वायुगतिकीय दक्षता के अनुकूलन का बहुत उपयुक्त तरीका नहीं हो सकता है तो यही कारण है कि इस तरह के एक लामिना की बकेट चालित एयरोफिल जो कि एक 6 श्रृंखला है जो आगे चलकर लोकप्रिय हो जाती है लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको लामिना की बकेट बता रहा हूं और ये सभी बातें कहने या सैद्धांतिक रूप से वकील करने के लिए बहुत आसान हैं लेकिन विनिर्माण दृष्टिकोण से रखरखाव के दृष्टिकोण से किसी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं एक हवाई जहाज डिजाइन करना चाहता हूं मुझे कुछ संख्याओं के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता है मुझे किस CL के लिए हवाई जहाज डिजाइन करना चाहिए आमतौर पर हवाई जहाज CL 03 से 05 एक अच्छा अनुमान संख्या है जो प्रारंभिक एयरोफिल प्राप्त करने में मदद करेगा डिजाइन को विकसित करने के लिए आप जो बारीक चीजें कर सकते हैं इस स्तर पर हम वैचारिक डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं फिर अगर मैं देखूं कि आखिर एयरोफिल क्या है हम जानते हैं कि यदि एक फ्लैट प्लेट को गति V के साथ स्थानांतरित किया जाता है और यदि यह कोण थीटा है तो यह एक परिणामी R उत्पन्न करेगा जिसे हम एक घटक जिसे हम लिफ्ट कहते हैं एक घटक जिसे हम ड्रैग कहते हैं क्यों नहीं एक पंख सिर्फ फ्लैट प्लेट से बना है आप एरोफिल और सभी चीजें क्यों चाहते हैं प्राथमिक कारण मैं अधिक CL चाहता हूं मैं चाहता हूं कि ड्रैग CD कम या बदले में मैं चाहता हूं कि CLCD उच्चतर हो जो प्राथमिक उद्देश्य है हमें देखते हैं मान लें कि मुझे इस सममिती का आकार मिला है क्या होता है 𝛼 0 प्रवाह इस तरह से आ रहा है जो कुछ भी यहां हुआ है वही बात यहां आपके सभी सिद्धांतों प्रवाह में तेजी लाती है या दबाव में एक ही चीज यहां घटित होगी तो नेट लिफ्ट नेट CL 0 बहुत सरल है लेकिन अब अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को हटाता हूं तो कहानी कैसे बदलती है मैंने इस हिस्से को हटा दिया है अब मैं देख सकता हूं कि जैसे जैसे प्रवाह इस दिशा में जाता है वैसे वैसे यह प्रवाह तेज हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि समोच्च का क्षेत्र घट रहा है गति बढ़ेगी दबाव स्थिर होगा और स्वाभाविक रूप से दबाव कम होगा इस दिशा में एक अंतर दबाव ऊपर की दिशा जिसे हम लिफ्ट कहते हैं तो अब इस और एक सममित एयरोफिल के बीच अंतर क्या है जो इस का पूरा हिस्सा था अंतर इस मामले में 0 के बराबर है फिर भी वहां लिफ्ट होगी जो कि 𝛼 के बराबर है 0 लिफ्ट पॉजिटिव है लेकिन सममित के लिए जो इस की सिर्फ दर्पण छवि है अगर यहां 𝛼 0 L के रूप में 0 है और यह शुरुआत है जिसे हम कैम्बर्ड एयरोफिल कहते हैं अगर मैं अब देखूं कि एयरोफिल राइट ब्रदर्स किस प्रकार के थे तो यह था और यह राइट भाई एयरफॉइल है विशुद्ध रूप से एक कैम्फर्ड एयरोफिल है और अगर मैं इसे इस माध्यम से समझना चाहता हूं तो मैं क्या करूं हमारी भाषा में हम औसत कैमर की रेखा खींच सकते हैं और औसत कैमर की रेखा कुछ इस तरह होगी और यही वह है जो 1908 में यहाँ राइट भाइयों को लगता है कि वे एक ऊँचा एयरोफिल है तो हम जो भी बात कर रहे हैं बस किसी भी CFD के बिना या किसी उच्च परिष्कृत उपकरण के बिना कल्पना करते हैं यह विशुद्ध रूप से विश्लेषणात्मक समझ है और डिजाइनर को उन सभी FEM उपकरणों को बचाने के लिए खो जाने के बजाय ऐसी विचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है यदि आप अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप जिस बुनियादी स्तर को समझने की कोशिश करेंगे वह बेहतर हो सकता है लेकिन विचार प्रक्रिया को आपको बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की तलाश करनी होगी जिस पर आप अपने विमान का निर्माण कर सकें इसलिए मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण था और यदि आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है अब आप इस तर्क के साथ देखते हैं कि क्या मुझे इस तरह की आकृति चाहिए मैं यह भी चाहता हूं कि मैं शीर्ष के समोच्च को बदलूं और नीचे के समोच्च को बदल दूं अगर मैं इसे फिर से इस तरह बनाता हूं तो इससे एक अंतर दबाव पैदा होगा जो ऊपर की तरफ काम करेगा अलग अलग समोच्च आज़माने की आवश्यकता क्यों थी क्योंकि फोकस सिर्फ लिफ्ट पाने के लिए नहीं था मैं LDmaxहोना चाहता हूं क्योंकि हर लिफ्ट आपको कुछ ड्रैग देगी मैं 2 D एयरोफिल के बारे में बात कर रहा हूं 2 D एयरोफिल आपको गलत नहीं मिलना चाहिए अगर यह 2 D सरल 2 D एयरोफिल है जो 4 सीरीज़ की तरह है जो लैमिनार में नहीं है तो प्रत्येक CL के लिए एक CD होती है और यह CD प्रेरित ड्रैग नहीं होती है क्योंकि एयरोफिल्स अनंत काल मानकर उत्पन्न होते हैं और अनंत स्पैन में कोई प्रेरित ड्रैग नहीं होता है ये प्रवाह पृथक्करण के कारण होते हैं जैसा कि इस बिंदु पर एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है कुछ बिंदु प्रवाह अलग हो जाएगा तो इस तरह की CD में त्वचा घर्षण घटक और प्रेशर ड्रैग जो कि प्रवाह अलग होने के कारण है ये भंवर प्रेरित ड्रैग या प्रेरित ड्रैग नहीं हैं सवाल यह है मैं किस बिंदु पर CLCDmax प्राप्त करूं मैं एयरोफिल के समोच्च को कैसे सुनिश्चित करूं ताकि CLCDmax यह एक पहलू है कि कैसे आप पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के समोच्च आ रहे हैं दूसरी बात यह हैं कि यदि अल्फ़ा 0 के बराबर है तो आप लिफ्ट कैम्फर्ड एयरोफिल चाहते हैं तो आपके पास विंग के Cmac या एयरोफिल का दंड होगा जो 0 से कम होगा मैं जिस Cmac के बारे में बात कर रहा हूं वह हमें एयरोफिल क्षण के c 4 के बारे में बताता है कि एक संदर्भ बिंदु होगा अब मुद्दा यह है कि क्या समस्या है यदि Cmac 0 से कम है इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कैमर को बढ़ा रहा हूँ तब बहुत कम बल उत्पन्न होगा जो c 4 पर एक क्षण को नकारात्मक देगा जिसका अर्थ है कि यदि यहाँ बल है और जब मैं इसे स्थानांतरित कर रहा हूँ तो वहाँ बल होगा यहाँ से यहाँ तक कि मुझे एक संतुलित पल लगाना है जिसे हम Cmac कहते हैं और आपको स्थिरता और नियंत्रण में इस सारी समझ के बारे में बताया गया है एक डिज़ाइनर के रूप में मुझे यह जानना होगा कि मैं Cmac माइनस 001 और माइनस 009 को कैसे हैंडल करने जा रहा हूँ आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अधिक से अधिक CLmax प्राप्त करने के लिए कैमर को बढ़ा रहे हैं Cmac अधिक से अधिक नकारात्मक होता जा रहा है जो स्वाभाविक रूप से सच है क्योंकि यह हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है तो Cmac का निहितार्थ बड़ा नकारात्मक क्या है अंत में देखें आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि एक विमान संतुलित हो इस तरह से उड़ान भरे कि यह संतुलित हो यदि इसमें अधिक से अधिक Cmac नकारात्मक हो जो विमान को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा तो मुझे क्षैतिज पूंछ के माध्यम से इस पल को संतुलित करने की आवश्यकता है इसलिए यदि आम तौर पर Cmac बड़ा होता है तो इस पल को संतुलित करने के लिए पूंछ के आकार क्षैतिज आकार को बढ़ाना पड़ता है या इस पल या दोनों को संतुलित करने के लिए हाथ को बढ़ाना पड़ता है जिस क्षण आप क्षैतिज आकार बढ़ाते हैं इसका मतलब है कि आप ड्रैग और वजन पेनल्टी बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विंग के ac के साथ इधर उधर बजाकर ट्रेड ऑफ करने का एक तरीका है लेकिन सामान्य तौर पर अगर Cmac नकारात्मक दिशा में बढ़ने पर चला जाता है प्रयास अतिरिक्त प्रयास हम क्षैतिज पूंछ से उम्मीद करते हैं इसलिए आकार बढ़ेगा या पल शब्द हवाई जहाज के धड़ का आकार बढ़ेगा जो हर समय प्रोत्साहित नहीं होता है इसलिए जब आप कैम्ब्रड एयरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज जो हमें महसूस होती है कि हम CL की तलाश कर रहे हैं हम उच्च होना चाहते हैं हम CLCD के लिए अधिक दिखते हैं हम Cmac 0 से कम चाहते हैं और मैं इसे ठीक से संभालना चाहता हूं मुझे इसे संतुलन में रखना होगा एक और महत्वपूर्ण बात है जो स्टाल कोण पर आती है अधिक से अधिक आप अपने हवाई जहाज के विंग में या एयरोफिल में CLmax कर रहे हैं आप अधिक ऊँचा हो सकते हैं लेकिन अल्फा स्टाल की कीमत कम होने के कारण यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए आपको अल्फा स्टाल के बारे में भी सावधानी बरतनी होगी एयरोफिल का संपूर्ण विकास वायुगतिकीय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ है कि इन सभी स्थितियों को संभालने के बाद हमारे पास एक एयरोफिल है जो इन सभी 4 बाधाओं को जानबूझकर संतुष्ट करता है उस दिशा में यदि आप देखते हैं कि जब मैं सामान्य रूप से इस बारे में बात कर रहा हूं तो मैं मानसिक रूप से कम गति वाले हवाई जहाज के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जाति को गति चाहिए कम सबसोनिक से लेकर सबसोनिक तक सबसोनिक से सुपरसोनिक या ट्रांसजेंडर सुपरसोनिक हाइपरसोनिक तो कई तरीकों से सीढ़ी को चुनौती दी जा रही है तदनुसार आपको पंख मिल जाएंगे या एयरोफिल आकार भी बदल जाएगा हमारे पास उच्च गति के विचार के लिए अलग सेशन होगा मैं अभी कम गति के बारे में बात कर रहा हूं ताकि बुनियादी चीज आपको समझ में आ जाए और आप सुविधाओं को जोड़ सकते हैं क्योंकि हम गति शासन को बढ़ाते हैं जब हम एयरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मैं एयरोफिल बनाता हूं तो एक कहा जाता था कि काम्बर की पंक्ति या काम्बर है और आप जानते हैं कि अगर मैं इस कार्ड को बनाता हूँ तो जीवा को सीधा खींचें और यह दूरी काम्बर की है यदि यह सममित था तो कार्ड और काम्बर की रेखा एक ही या संयोग से होती है ऐसा कहना है कि काम्बर 0 है हम यह भी जानते हैं कि अधिक से अधिक काम्बर के लिए एक विशेष महत्व है अधिकतम काम्बर का स्थान यह महत्वपूर्ण क्यों है यदि अधिकतम काम्बर का स्थान यह पक्ष है इसका मतलब है कि हमने यह भी देखा है कि काम्बर लाइन पूरे लिफ्ट वितरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है और अधिकतम काम्बर का स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी विशेष डिज़ाइन के लिए आप अधिकतम काम्बर के इस स्थान को पसंद कर सकते हैं हम CLmax में वृद्धि चाहते हैं आप पंख पर समग्र दबाव वितरण के आधार पर अधिकतम ऊंट के स्थान को वितरित करना पसंद कर सकते हैं जो वायुगतिकीय दक्षता की गारंटी देगा तो हम अधिकतम काम्बर के स्थान के साथ खेलते हैं यही कारण है कि एयरोफिल नामकरण आपको लगता है कि एक विवरण है जहां आप जानते हैं कि अधिकतम काम्बर 04 c पर स्थित है या ऐसा कुछ है एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने गौर की है वह यह है कि यह अनुपात बहुत मोटा है डिजाइनरों से एक डिजाइनर को t c अनुपात अधिक क्यों चाहिए सामान्य भावना अगर कोई कहता है कि मैं उच्च t c अनुपात चाहता हूं तुरंत ही आप जानते हैं कि वह बड़ी मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और वह विंग के अंदर ईंधन टैंक या कुछ अन्य उप प्रणालियों को समायोजित करना चाहता है लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं t c अनुपात अधिक है एयरो डायनामिस्ट कहेंगे कि इस पर कुछ निहितार्थ हैं तो हम देखते हैं कैसे t c एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डिजाइनरों को किस बारे में पता होना चाहिए आप अब तक जानते हैं यह हम कहते हैं कि हम कम गति के बारे में बात कर रहे हैं नोस रेडियस एक सामान्य समझ है कि t c CLmax α स्टाल वजन खींचें आदि को प्रभावित करेगा लेकिन अगर कोई डिज़ाइनर अपनी कुछ भावना को साझा करना चाहेगा तो वह कहेगा यह उच्च पहलू अनुपात मध्यम स्वीप बड़ा के साथ बहुत महत्वपूर्ण विंग है नोस रेडियस के परिणामस्वरूप उच्च स्टाल कोण और CLmax कृपया समझें कि यह कम गति के लिए एक बयान है जहां कैचवर्ड विंग अब तक है हम अब एयरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं अचानक हम विंग में कूद गए हैं हमने पहलू अनुपात और स्वीप नामक एक शब्द का भी उल्लेख किया है मैं मान रहा हूं कि आपके पास इन सभी शर्तों के लिए जोखिम है क्योंकि आपने उन पाठ्यक्रमों को किया है ताकि आपको आराम से विंग का मतलब अलग एयरोफिल या एक ही एयरोफिल के साथ विंग मिल सके एस्पेक्ट रेशियो जब आप कहते हैं कि यह क्षेत्र द्वारा विभाजित वर्ग का स्क्वेयर और स्वीप यह भी जानते हैं कि क्या यह एयरोफिल है और प्रवाह इस तरह है अगर मैं अपने एयरोफिल को इस तरह बनाता हूं तो एक घटक है जो 𝑀𝑐𝑜𝑠𝛬 है यह महत्वपूर्ण है कि अब सामान्य घटक M नहीं है या मैक संख्या क्या है यह वह है जो सामान्य घटक है जिसे आप उन स्वीप को जानते हैं और हम जो बात कर रहे हैं वह मध्यम स्वीप का मतलब 15 डिग्री 30 डिग्री स्वीप उच्च एस्पेक्ट रेशियो है इसका मतलब यह है कि 8 यदि कम गति के लिए एक विमान का संयोजन है तो निश्चित रूप से आप यह मान सकते हैं कि अगर मैं एक बड़ी नोस रेडियस रखता हूं तो मुझे उच्च स्टाल कोण और CLMAX मिलेगा लेकिन जिस क्षण मैं कम एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करता हूं हम कहते हैं कि विशिष्ट उदाहरण मैं डेल्टा विंग दे रहा हूं कहानी अलग है ये सभी मैं एक डिजाइनर की भावना को साझा कर रहा हूं जिसे वह केवल एल्गोरिथ्म के बिना साझा करेगा कम एस्पेक्ट रेशियो डेल्टा विंग के लिए हम पाएंगे कि हमें तेज लीडिंग एज की आवश्यकता है क्योंकि उनकी लिफ्ट पीढ़ी डेल्टा विंग पर उत्पन्न भंवरों के माध्यम से है यहां उत्पन्न होने वाले भंवर इतने तेज होते हैं कि लीडिंग एज की सिफारिश की जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा विंग के स्टाल के लिए बहुत देरी हो रही है अगर आप हवा के सुरंग के डेटा को देखते हैं अगर मैं लगभग स्टालिंग प्रकार को नहीं रोक रहा हूं तो यदि आप एक उच्च एस्पेक्ट रेशियो मध्यम स्वीप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि बड़ा नोस रेडियस कोण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है CLmax का संबंध है और जिस क्षण आप एक कम एस्पेक्ट रेशियो के लिए काम कर रहे हैं वह आमतौर पर एक डेल्टा विंग प्रकार है आपको तेज लीडिंग एज की तलाश करने की आवश्यकता है और स्टाल को देरी से पहुंचने में देरी हो रही है कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस तरह की भावना आपको तब होती है जब आप कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं क्योंकि जब आप संश्लेषण कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे सवाल सही नहीं पूछते हैं आप उस समय एक कलाकार होते हैं इसलिए आपको वास्तविक प्रदर्शन करने के लिए सही प्रकार के उम्मीदवार का चयन करना चाहिए एक और महत्वपूर्ण बात कॉर्ड द्वारा विभाजित ठीकनेस अनुपात है इसका विंग के संरचनात्मक वजन पर सीधा आवेदन है आमतौर पर यह पाया जाता है कि संरचनात्मक भार जो विंग अधिक महत्वपूर्ण है व्युत्क्रमानुपाती कॉर्ड द्वारा विभाजित ठीकनेस अनुपात होता है यदि t c बड़ा है तो आप उम्मीद करते हैं कि विंग का संरचनात्मक वजन भी इन खुरदुरे रिश्तों के अनुपात को कम कर देगा जिसके लिए आप यह महसूस कर सकते हैं कि t c आधा होने का मतलब है कि आप देख सकते हैं विंग का वजन लगभग 40 प्रतिशत कम हो जाता है इस रिश्ते से और आमतौर पर विंग वजन इन नंबरों के लिए एक डिजाइन शुरू करना महत्वपूर्ण होता है विंग वजन आमतौर पर एयरक्राफ्ट ग्रॉस वेट या एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल वेट नहीं ग्रॉस स्ट्रक्चरल वेट का 15 से 20 प्रतिशत होता है तो आप देख सकते हैं कि अगर विंग के वजन में 40 प्रतिशत की कमी है क्योंकि मैंने t c कम किया है तो प्रभावी रूप से समग्र विमान वजन 5 से 6 प्रतिशत तक कम हो जाएगा ये ये नंबर मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे कितनी कमी आएगी और यह एक अच्छा डिजाइनर का उपकरण है चूँकि हम t c के बारे में बात कर रहे हैं एक और अवलोकन जो आपके पास होना चाहिए कि t c रूट पर है और t c टिप पर है वे अलग अलग संरचनात्मक रूप से उत्तर स्पष्ट हैं क्योंकि अधिकतम बेंडिंग मोमेंट रूट पर है तो क्यों नहीं आप रूट में अधिक कठोरता है और टिप में पल कम कर देता है तो आप इतना क्षेत्र क्यों चाहते हैं और विशिष्ट संख्या मैं आपको बता सकता हूं कि रूट पर t c कहीं भी टिप की तुलना में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिक मोटा हो सकता है कृपया समझें मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं इतने सारे शोधकर्ता या कई डिजाइनर मुझे बताएंगे कि 40 प्रतिशत क्यों यह 60 प्रतिशत हो सकता है तो ये विशिष्ट संख्या हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एक स्मार्ट डिजाइनर इसका मतलब है कि यह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और आप अपने ईंधन टैंक और अन्य सामान को विंग के उस स्थान पर डंप कर सकते हैं और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह देख सकते हैं कि टिप पर t c की तुलना में रूट पर t c अधिक है या नहीं इसका मतलब है अगर t c अधिक है इसका मतलब है कि यह हिस्सा इस हिस्से की तुलना में पहले स्टाल करने की कोशिश करेगा और मेरा एलेरॉन आदि यहां है तो रूट पहले स्टाल होगा रूट स्टाल पहले क्यों क्योंकि t c अधिक है यह तुरंत टेल प्लेन क्षैतिज टेल प्लेन में कंपन पैदा करेगा पायलट को पता चल जाएगा कि हम स्टाल की स्थिति के करीब हैं तो ये सभी माध्यमिक प्रभाव हैं कहानी शुरू हुई क्योंकि बेंडिंग मोमेंट रूट पर अधिक है इसलिए मुझे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता है माध्यमिक प्रभाव स्मार्ट डिजाइनर अच्छा है मैं हवाई जहाज के अपने ईंधन टैंक को स्थापित करने के लिए उस मात्रा का उपयोग करूंगा एयरो डायनामिस्ट फ़्लाइट मैकेनिस्ट का कहना है कि यह ठीक है इससे मुझे स्टॉल के लिए एक पूर्वगामी प्राप्त करने में मदद मिलेगी तो यह है कि मैं हमेशा एक डिजाइनर के लिए कहता हूं कि आपको न केवल उज्ज्वल होना चाहिए आपको स्मार्ट भी होना चाहिए संघर्ष होगा लेकिन स्मार्ट डिजाइनर एक प्राकृतिक निष्कर्ष के लिए इन सभी संघर्षों का उपयोग करता है जो हवाई जहाज को अधिक कुशल बनाते हैं यह t c अब तक आप अधिक औचित्य के बिना मेरे साथ सहमत होंगे अगर मैं ड्रैग गुणांक t c बढ़ाता हूं तो ड्रैग भी बढ़ेगा जाहिर है अगर t c अधिक है तो आप बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर परेशान कर रहे हैं तो ड्रैग भी बढ़ेगा और यदि इन 2 चीजों की तुलना में t c अधिक है तो स्पष्ट है कि जहां तक पृथक्करण का संबंध है यह यहां की तुलना में पहले की तुलना में अलग होगा तो एक ड्रैग परिवर्तन होता है और आमतौर पर हम पाते हैं कि t c आप चार्ट्स को फिर से देख सकते हैं आपको वह पुस्तक देखनी है जो आपकी CD है हमें 005 कहते हैं यह कुछ इस तरह से है जब आप 20 से अधिक t c बढ़ाते हैं तो ड्रैग पेनल्टी बहुत अधिक होती है तो हर कोई 12 से 14 प्रतिशत के बारे में बात करता है और यह वह जगह है जहां आप मोटा वाले एयरोफिल या पतले एयरोफिल के बारे में बात करते हैं कृपया समझें कि क्या मुझे बड़े t c की आवश्यकता है यदि प्रवाह पृथक्करण एकमात्र मुद्दा है जिसे मैं किसी जगह पर कृत्रिम रूप से तरल पदार्थ को प्रवाहित करके प्रवाह पृथक्करण को संभाल सकता हूं लेकिन जब मैं पूरे डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि हैंडलिंग का इष्टतम तरीका क्या है यह सही है कि मुझे प्रत्येक तत्व को जानने की आवश्यकता है कि उनकी सीमाएं क्या हैं यदि कोई चीज किसी विशेष संख्या से आगे जाती है तो क्या होगा क्योंकि अधिक से अधिक आप स्टॉल के बारे में बात करते हैं जब आप किसी एयरोफिल के t c के बारे में बात करते हैं तो आप स्टाल के बारे में बात करने से बच नहीं सकते अगर मैं स्टॉल के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं विंग के बारे में बात कर रहा हूं अगर मेरे पास एक ही एयरोफिल है और मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को इस हिस्से से पहले स्टाल करना चाहिए मैं मान रहा हूं कि t c भी समान है फिर यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप यहां ट्विस्ट दे रहे हैं इस विंग को ट्विस्ट करें कि क्या आप विंग को यहां ले जा रहे हैं आप एक नेगेटिव ट्विस्ट देते हैं जो कि यहां एयरोफिल्स इस तरह होता है इसलिए यहां तक कि अगर यहां रूट 12 डिग्री पर है तो यहां 12 माइनस ट्विन एंगल है तो फिर से प्रवाह पहले रूट के पास अलग हो जाएगा फिर टिप पर आम तौर पर एयरो मॉडलर की भाषा में वे इसे वॉश आउट कहते हैं या पुराने दिनों में वे वॉश आउट को कॉल कहते थे यह स्टाल को संभालने का एक और तरीका है जिसे मैंने सोचा था कि मुझे इसका उल्लेख करना होगा उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें संशोधित करना चाहिए चूंकि हम एयरोफिल से विंग में स्नातक कर रहे हैं और वह एस्पेक्ट रेशियो है और अगर हम अपनी पढ़ाई प्रदर्शन पाठ्यक्रम को याद करते हैं तो आप पाते हैं कि यह एस्पेक्ट रेशियो है जो मैं दे रहा हूं यह एस्पेक्ट रेशियो 6 है यह एस्पेक्ट रेशियो 8 है और पास से यह एस्पेक्ट रेशियो अनंत होगा कुछ चीजें जो आपको एक डिजाइनर के रूप में देखनी चाहिए इन पंक्तियों को समानांतर मत समझो केवल इस बिंदु को देखें कि मैं क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो इस दिशा में बढ़ रहा है स्टाल कोण ये स्टाल कोण हैं जो घट रहे हैं आप जानते हैं कि डाउनवॉश है कि इसका विंग डाउनवॉश है ϵCLWπeAR इसलिए जैसा कि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ता है विंग के डाउनवॉश में भी कमी आएगी क्योंकि विंग का एस्पेक्ट रेशियो घट जाएगा यह क्या है यह पूंछ में नहीं है कृपया इसे समझें याद रखें कि अप वॉश होगा और डाउनवॉश होगा और हम यह भी जानते हैं कि ac पर डाउनवॉश क्योंकि यह ac है यह इसके द्वारा दिया गया है ϵCLWπeAR और पूंछ में डाउनवॉश है t2CLWπeAR एस्पेक्ट रेशियो पर ध्यान दें यह क्या संदेश है जो बताता है कि यदि पंख के एस्पेक्ट रेशियो में वृद्धि हुई है तो यह योगदान कम हो जाएगा इसका मतलब है पहले यह क्या हो रहा था अगर यह 15 डिग्री कहा जाता है आम तौर पर उस कोण से विंग स्टालों तक क्योंकि इस डाउनवॉश के कारण यह भाग 15 माइनस शून्य से दिखाई देगा तो यह स्टाल नहीं होगा यह लगभग 17 डिग्री पर स्टाल कर सकता है यदि एस्पेक्ट रेशियो बड़ा है तो हम क्या कहेंगे 𝜖 छोटा होगा इसलिए इसमें स्टॉलिंग कोण कम होगा लेकिन यदि एस्पेक्ट रेशियो छोटा है तो 𝜖 बड़ा होगा तो स्टॉल एंगल बढ़ेगा और ठीक वैसा ही हो रहा है क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ने से स्टाल एंगल कम हो रहा है आप यह भी जानते हैं कि अगर मेरे पास एक एयरोफिल के लिए CLα2d है तो मुझे पता है कि मैं CLα3d का उपयोग करके आसानी से गणना कर सकता हूं CLα3dCLα2d1CLα2dπeAR डिजाइनर को यहां से एक महसूस करना चाहिए एस्पेक्ट रेशियो से परे 8 CLαमें बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है और देखें कि एस्पेक्ट रेशियो बड़ा होने पर क्या हो रहा है 𝜖 कम है इसका मतलब है कि यह वास्तव में एंगल ऑफ अटैक को देख रहा है क्योंकि एंगल ऑफ अटैक को इसके द्वारा देखा गया है भाग अगर वे कहते हैं कि कुछ कोण हमें α कहते हैं इस कारण से 𝜖 वास्तव में यह भाग α 𝜖 देख रहा है इस विंग द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल इस कोण का आनुपातिक होगा न कि इस कोण का क्योंकि यहाँ एक डाउन वाश है तो अगर यह लिफ्ट से कम है तो बल अधिक होगा यह कब कम है जब एस्पेक्ट रेशियो बड़ा होता है इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मुझे एक रिश्ता मिल रहा है क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ता है CLα भी बढ़ेगा जो यहां देखा गया है यदि एस्पेक्ट रेशियो कम हो जाता है जब एस्पेक्ट रेशियो अनंत हो जाता है तो यह 0 हो जाता है तो CLα3d CLα2d बन जाता है और CLα2dअधिकतम मूल्य है जो आपके पास हो सकता है इसलिए जैसा कि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ रहा है ढलान वास्तव में बढ़ेगा लेकिन एस्पेक्ट रेशियो 8 से परे विंग के CLαमें शायद ही कोई बदलाव हो इसलिए एक डिजाइनर के रूप में मैं क्यों कहता हूं मैं कहता हूं कि मैं शुरू में विंग के CLα3d के रूप में 55 प्रति रेडियन या 5 से 55 प्रति रेडियन लेता हूं मैं कुछ अनुमानित गणनाएँ करना शुरू करता हूँ लेकिन जब मैं यह लिखता हूँ तो मैं स्पष्ट हूँ कि एस्पेक्ट रेशियो से अधिक या लगभग 8 है ये सभी डिज़ाइनर के लिए ठीक हैं एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक और डिजाइनर का दृष्टिकोण है जिसे आप जानते हैं ARb2SW आपने अन्य विचारों के आधार पर विंग क्षेत्र तय किया होगा जो एक निश्चित Sw के लिए एक डिजाइनर के लिए है b सीधे ARके लिए आनुपातिक है यह एक और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो डिजाइनर को संख्याओं के लिए अपने शुरुआती अनुभव को प्राप्त करने में मदद करता है इसके अलावा कोई यह जानना चाहेगा कि एस्पेक्ट रेशियो के माध्यम से L Dकैसे प्रभावित होता है यह महत्वपूर्ण क्यों है यदि एस्पेक्ट रेशियो है अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाता हूं तो प्रेरित ड्रैग भाग कम होता चला जाएगा क्योंकि प्रेरित ड्रैग कम करने पर चला जाता है कम करने पर भी चलेगा और डाउनवॉश के कारण आपके द्वारा देखे गए CLα पर प्रभाव पड़ता है तो मैं एस्पेक्ट रेशियो के माध्यम से L D कैसे अनुभव करता हूं यह भी एक महत्वपूर्ण डिजाइनर का अनुभव है जिसे आपको हमें देखने की आवश्यकता है तुम्हें पता है कि हम LDmaxके बारे में बात करेंगे कि एक डिजाइनर के लिए क्या दिखता है LDmaxका मतलब है CLCD0K और तुम भी जानते हो K K1πeAR और ये सब आपकी उंगलियों पर हैं और CDCD0kCL2 जबसे CLCD0K LDmaxके लिए CD2CD0 तो CLCD क्या है CLCDCD01πeAR2CD0 तो हल करने पर यह हो जाएगा CLCDAR तो एक डिजाइनर के लिए संदेश CLCD है AR के साथ अलग अलग होगा इसलिए यदि मैं एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं किस दर से CLCD की उम्मीद कर सकता हूं यदि आप एक डिजाइनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझ रखते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो भी प्रदर्शन प्रवाह या स्थिरता और नियंत्रण पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है मैं उन चीजों को डिजाइनर के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा यही कारण है कि मैं यह संख्या देता हूं और हम थोड़ा अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं